यह इंटीग्रेटेड सर्किट MOSFETS Op amps और उनके अनु प्रयोगों पर हमारे विषय की पहली कक्षा है मुझे हेनरी फोर्ड द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध कहावत याद है उन्होंने कहा कि एक साथ आना शुरुआत है तो इस एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म में हम यह समझने के लिए एक साथ आए हैं कि कैसे इस इंटीग्रेटेड सर्किट MOSFET और Op amps का उपयोग विभिन्न अनु प्रयोगों के लिए किया जा सकता है मुझे उम्मीद है कि मेरे व्याख्यान आपके लिए दिलचस्प होंगे आपको उन व्याख्यानों में नई चीजें सीखने को मिलेंगी और इस प्रक्रिया में साथ रहने के दौरान हम सीखते हैं और यही हमारी प्रगति होगी इसलिए जब मैं आपको कुछ असाइनमेंट या होम वर्क देता हूं तो आपको उन पर काम करना होगा और यदि कोई संदेह हो तो मुझसे बे झिझक सवाल पूछ सकते हैं मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं आप कुछ सीख रहे होंगे और ज्ञान का आदान प्रदान कार्य गृह कार्य प्रश्न और उत्तर के रूप में होता है इसलिए यह मेरा लक्ष्य है कि इस विशेष श्रृंखला के अंत में आप समझने में सक्षम होंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड सर्किट OP Amps और MOSFETs बनाए गए हैं और उनके अनुप्रयोगों को भी अब इस विशेष श्रृंखला को शुरू करने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत दिलचस्प डेमो है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में चाय है ठीक है और मुझे इसे पीने दे और यह वास्तव में स्वादिष्ट है मुद्दा यह है कि मुझे पता है कि चाय कैसे बनाई जाती है और आप भी शायद जानते होंगे कि चाय कैसे बनाई जाती है जो लोग नहीं जानते हैं आइए देखें कि चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें दूध कुछ मात्रा में पानी और कुछ इलायची चाहिए FL तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास चाय है और अंत में हमारे पास कुछ चीनी है ये हैं इस स्वादिष्ट चाय को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां तो आप उलझन में होंगे कि इस चाय बनाने मे Op Amps इंटीग्रेटेड सर्किट और MOSFETs और उनके अनुप्रयोग क्यों और कैसे आते हैं ठीक है इसलिए आज जो बिंदु मैं बना रहा हूं एक शिक्षक आपको सामग्री दिखाएगा वह आपको बताएगा उदाहरण के लिए जब हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है इसे दूध कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है इसे इलायची कहा जाता है यह चाय है ठीक है यह चीनी है लेकिन इससे क्या करना है तो एक बार शिक्षक आपको दिखाएंगे कि कैसे इन चीजों को एक साथ मिलाया जाए और चाय का स्वादिष्ट कप बनाया जाए लेकिन फिर आपको इसे खुद से करना होगा हर बार अगर आप मुझे चाय का कप देने के लिए कहते हैं तो उसे चम्मच से खाना खिलाना कहते हैं है न हर बार जब आप चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप तैयार हो जाए तो इसके बारे में कुछ करने की कोशिश नहीं करना सीखने के लिए सही दृष्टिकोण नहीं है इसलिए शिक्षक जो कुछ भी हमें बताता है वह जो भी है या वह है उन सामग्रियों को सुनें और सार को समझें वह आपको बताएँगे कि इन अवयवों या विषयों या कुछ सर्किट या घटकों का उपयोग कौन से विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है फिर आप खुद से सीखते हैं समय बिताते हैं न केवल यह समझने के बारे में कि ये व्याख्यान क्या हैं बल्कि यह भी समझने के लिए कि कैसे आप इस ज्ञान का विभिन्न अनुप्रयोगोंके लिए उपयोग कर सकते हैं चम्मच से खिलाने पर भरोसा मत करो आपको स्वतंत्र होना चाहिए और आप केवल तभी स्वतंत्र हो सकते हैं जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अब इस एनपीटीईएल मंच में हम अपना पहला व्याख्यान शुरू कर रहे हैं और व्याख्यान इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन आईसी तकनीक से मुझे यकीन है कि आपके अंडरग्रेजुएट या मास्टर्स के दौरान आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या एप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंगका अध्ययन किया होगा और असतत घटकों को भी देखा होगा तो असतत घटक क्या हैं असतत घटक हैं इस तरह से कहें एक प्रतिरोध यह मेरे हाथ में एक प्रतिरोध है हर कोई जानता है कि एक प्रतिरोध क्या है अब हम एक और घटक देखते हैं यह एक कैपेसिटर है सही कैपेसिटर ठीक है अब हमारे पास एक और घटक है हमारे पास एक डायोड है डायोड में एनोड और कैथोड है ठीक है अब अंत में हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी है यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है इंटीग्रेटेड सर्किट से आपका क्या अभिप्राय है जब आप उपर्युक्त घटकों को एकीकृत करते हैं अर्थात निष्क्रिय और सक्रिय डिवाइस जैसे ट्रांजिस्टर जो सक्रिय उपकरण हैं और प्रतिरोधक कैपेसिटर इंडक्टर आदि जो निष्क्रिय उपकरण हैं कृपया ध्यान दें कि एक उपकरण जिसे बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है वह निष्क्रिय उपकरण हैं और एक जिसे ड्राइव करने के लिए बाहरी शक्ति की आवश्यकता होती है सक्रिय उपकरण हैं ये उपकरण सक्रिय और निष्क्रिय एक छोटे सिलिकॉन चिप पर एक साथ एकीकृत होते हैं और पैक होते हैं यह एक एकीकृत सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं एक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है क्या है इस विशेष इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग और किस तरह की इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक उपलब्ध हैं एक इंटीग्रेटेड सर्किट जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एक आईसी है यही मैंने तुम्हें दिखाया है है ना यह क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट एक लघु कम लागत वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक सब्सट्रेट पर एक साथ गढ़े गए सक्रिय और निष्क्रिय घटक होते हैं तो वास्तव में एक सब्सट्रेट का क्या मतलब है हम इस श्रृंखला में सीखेंगे किस प्रकार के सब्सट्रेट उपलब्ध हैं किस तरह के सब्सट्रेट हैं जो उपयोग किए जाते हैं आईसी प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाले सबस्ट्रेट्स में से एक सिलिकॉन है यही कारण है कि यहां परिभाषा में मैंने सब्सट्रेट सिलिकॉन लिखा है सक्रिय घटकों जैसे हमने चर्चा की डायोड और ट्रांजिस्टर हैं जबकि निष्क्रिय घटक प्रतिरोधकऔर कैपेसिटर हैं अब जो तुम यहां देख रहे हो वह बहुत रोचक है तुम इस तीर को देखते हो यह इस विशेष चिप के लिए सही जाता है और यह चिपजो बेहद छोटी है सिलिकॉन की एक छोटी चिप है और इस चिप के भीतर हजारों और हजारों ट्रांजिस्टर एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार के सर्किट बनाते हैं तो यह विशेष रूप से सिलिकॉन चिप इसे कैसे गढ़ा जाता है और एक बार यह गढ़ा गया तो यह इन बाहरी टर्मिनलों से कैसे जुड़ा है ये बाहरी टर्मिनल हैं यह कैसे जुड़ा है तो यहां कनेक्टिंग तार हैं ये कनेक्टिंग तार सही हैं वे इस सिलिकॉन चिप से जुड़े हैं और यहां कनेक्शन लेने के लिए कई तकनीकें हैं बहुत सारी तकनीकों में से एक को वायर बॉन्डिंग एक तकनीक को सोल्डरिंग एक तकनीक को मेटललाइजेशन इत्यादि कहा जाता है इसलिए जब आप एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं मतलब जब आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर या बहुत सारे उपकरण या बहुत सारे सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक सिलिकॉन चिप पर साथ एकीकृत करते हैं और फिर इस इंटीग्रेटेड सर्किट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसे बाहरी दुनिया से जोड़ते है यहां कुछ कनेक्टिंग पिन और कुछ कनेक्टिंग वायर हैं और आखिरकार आप एक केसिंग का उपयोग करके पूरे सर्किट की पैकेजिंग करते हैं और यह पूरी चीज हमें प्राप्त होगी यह विशेष उपकरण जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट के अलावा कुछ भी नहीं है तो अब हम अगली स्लाइड देखते हैं इसलिए पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि हमें इस इंटीग्रेटेड सर्किट की आवश्यकता क्यों है क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हमारे पास असतत घटक हैं हम विभिन्न सर्किट बना सकते हैं हम पीसीबी बना सकते हैं ठीक है फिर इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए क्यों जाएं और यह वास्तव में उपयोगी क्यों है तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट के कई फायदे हैं पहला है इसका लघुकरण इसका मतलब है कि यह अत्यंत छोटा बनाया जा सकता है और जब आप वास्तव में कुछ छोटी चीज बनाते हैंइसका मतलब किआप उपकरण घनत्व बढ़ा सकते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर मैं आपको एक सिलिकॉन वेफर दिखाता हूं अगर मैं उससे 12 डिवाइस या 56 डिवाइस या 108 डिवाइस या एक मिलियन डिवाइस बना सकता हूं कौनसा आपको एक बेहतर पहलू देगा आपके लिए क्या अच्छा है बहुत सारे एक चिप के भीतर घटक होते हैं या कि बहुत सारे घटक होते हैं जो कि विशाल होते हैं बहुत सारे उपकरण ट्रांजिस्टर डायोड रेसिस्टर्स कैपेसिटर एक छोटी चिप पर आईसी टेक्नोलॉजी के उपयोग से संभव है और इसीलिए यह अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यह छोटा कर सकता है और इस लघुकरण के कारण आपके उपकरण का घनत्व बढ़ जाएगा और यह करना आईसी तकनीक के उपयोग का मुख्य लाभ है अब आईसी तकनीक का उपयोग करने का दूसरा फायदा क्या है दूसरा लाभ बैच प्रोसेसिंग है जिसके परिणामस्वरूप लागत में कमी आई है मैं एक प्रतिरोधका निर्माण करूंगा और आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक प्रतिरोध एक हीटर एक MOSFET और इन विशेष उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें क्या हैं हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम व्याख्यान के उन विशेष सेट पर जाएं आइए हम समझते हैं कि जब हम 1 प्रतिरोध या 10 प्रतिरोधों का निर्माण करते हैं तो क्या होगा इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिरोधों की संख्या निर्माण के समय बढ़ाने से लागत में कमी आएगी इसका मतलब है कि बैच प्रोसेसिंग में एक बैच में उत्पन्न उपकरणों की संख्या ज्यादा होगी इस वजह से लघुकरण संभव है और एक सिलिकॉन सब्सट्रेट पर आपके लाखों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं इसलिए आप बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं इसका मतलब है कि लागत में कमी आएगी यह दूसरा बिंदु है जिस पर हमने चर्चा की जो बैच प्रोसेसिंग है जिसके परिणामस्वरूप लागत में कमी आई है अब हम तीसरा फायदा देखते हैं तीसरा लाभ सोल्डर ज्वाइंट के नहीं होने के कारण सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होना है जैसा कि आप पहली स्लाइड में देखते हैं हमने जो दिखाया है उसमें कोई सोल्डरज्वाइंट नहीं है तो जब कोई सोल्डर ज्वाइंट नहीं हैं इसका मतलब है कि आपकी विश्वसनीयता बेहतर होगी लेकिन यह कैसे संभव है कि सोल्डर ज्वाइंट के बिना या सोल्डर ज्वाइंट के बिना विश्वसनीयता में सुधार होगा हम सभी ने अपने अंडरग्रेजुएट अध्ययन में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट किए है जहां हमने सोल्डरिंगकिया है हर कोई सोल्डरिंग जानता है और यदि आप सोल्डरिंग में अच्छे नहीं हैं या भले ही आप अच्छे हैं तो आप देखते हैं कि सोल्डरिंग विश्वसनीय नहीं है एक बार जब आप इसे करते हैं तो यह बंद हो सकता है और इसलिए यह विश्वसनीय नहीं है फिर ऐसा नहीं है कि सोल्डरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है इसका उपयोग किया जाता है लेकिन इस विशेष एप्लिकेशन के लिए हमें सोल्डरिंग की आवश्यकता नहीं है और यदि आप तस्वीर से सोल्डरिंग हटाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है क्योंकि आपको इस तारों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है जिससे हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो हम इसे इंटीग्रेटेड सर्किट के संदर्भ में कैसे ले सकते हैं कुछ समय बाद हम देखेंगे लेकिन अभी आप यह समझते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सोल्डरिंग नहीं होने के कारण सिस्टम की विश्वसनीयता मे सुधार हुआ है हमारा चौथा बिंदु क्या है चौथा बिंदु बेहतर कार्यात्मक प्रदर्शन है बेशक यह बेहतर है क्योंकि आपके पास एक डिवाइस पर लाखों ट्रांजिस्टर हैं और आपके पास बहुत सारे सर्किट हो सकते हैं आप इसके साथ खेल सकते हैं आपके पास Op Amps हो सकते हैं OP Amps में अपने आप में ही MOSFETS से बना एक विशाल सर्किट है और हम इसे देखेंगे यही कारण है कि हमें MOSFETS को समझना होगा जब हम MOSFETS को समझते हैं तो हम OP amps को समझते हैं जब हम Op Amps को समझते हैंतो हम इंटीग्रेटेड सर्किट को समझते हैं यही कारण है कि सब कुछ अंतर्संबंधित है लेकिन मुद्दा यह है कि इन इंटीग्रेटेड सर्किट में बेहतर प्रदर्शन या कार्यात्मक प्रदर्शन होगा अगला यह है कि एक चिप पर उपकरणों की बढ़ती संख्या के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट की ऑपरेटिंग गति में वृद्धि हुई है ऑपरेटिंग गति से आपका क्या मतलब है आपका डिवाइस कितना तेज़ होना चाहिए क्या आप बाज़ार जाएंगे और एक ऐसा फ़ोन खरीदेंगे जिसे शुरू करने में 2 मिनट लगते हैं या आप एक ऐसा फ़ोन खरीदेंगे जिसे शुरू करने में पाँच सेकंड लगते हैं या आप ऐसा फ़ोन खरीदेंगे जिसे शुरू होने में और भी कम समय लगे तो एक उपकरण कैसे काम करता है यह कैसे शुरू या फिर से शुरू या रीसेट हो सकता है ये सभी इसके भीतर सर्किट पर निर्भर करता हैं और एक ट्रांजिस्टर कितनी तेजी से काम करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं व्याख्यान की एक पूरी तरह से एक अलग श्रृंखला है जो समझने के लिए आवश्यक है हम स्विचिंग गति कैसे बदल सकते हैं और हम ड्रेन को सोर्स में कैसे बदल सकते हैं हम गेट को कैसे बदल सकते हैं और हम पारंपरिक MOSFET से FINFETS पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं और भी बहुत कुछ तो चलिए अब हम इसकी चिंता नहीं करते हैं अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि आप इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करते हैं तो आपकी परिचालन गति अधिक हो सकती है अब अंतिम बिंदु हालांकि यह अंतिम नहीं हो सकता है मैंने आपको चाय का एक उदाहरण देने के साथ शुरू किया था जो मैंने आपको बताई थी वह सामग्री थी लेकिन आपको किसी और से अतिरिक्त सामग्री मिल सकती है और चाय को भी विशेष बना सकते हैं उसी तरहसूचीबद्ध 7 के अलावा और अधिक लाभ हो सकते हैं जो स्क्रीन पर हैं इसलिए पढ़ना अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर है और हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए और जब आप सीखना बंद नहीं करते हैं तो जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप स्पष्ट रूप से अधिक समझते हैं और अपने दिमाग में और चीजें डालते हैं आप नए विषयों को समझते हैं जो विषय प्रोफेसरों के माध्यम से या व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाए गए हैं उनके अतिरिक्त इसलिए मैं इस व्याख्यान में आपको क्या दूंगा इसके अलावा अन्य बिंदुओं को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है अब बिंदु 7 बिजली की खपत में महत्वपूर्ण कमी होना है जब आप एक इंटीग्रेटेड सर्किट देखते हैं तो यह अन्य सर्किट की तुलना में कम शक्ति पर संचालित किया जा सकता है तो हमने चर्चा की कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों और हमने देखा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर क्या है जब मैं आपको यह आईसीदिखाता हूं तो अब आप जानते हैं कि इस पैकेज्ड डिवाइस के भीतर एक सिलिकॉन चिप होती है और सिलिकॉन चिप के भीतर ट्रांजिस्टर होते हैं और ऐसे कनेक्शन होते हैं जो इन बाहरी पिंस के लिए निकलते हैं तो अब आप जानते हैं कि इसके भीतर क्या है इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन यह समझने का एक कच्चा तरीका है तो क्या होगा अगर वहाँ एक सिलिकॉन चिप है तो क्या होगा अगर एक ट्रांजिस्टर है हम उन ट्रांजिस्टर को कैसे गढ़ सकते हैं यही हमें सीखना है सही है तो वैसे भी हम अगले विषय पर चलते हैं और यह इस चिप के आकार पर आधारित है चिप के आकार के आधार पर आईसी को वर्गीकृत किया जा सकता है या इंटीग्रेटेड सर्किट को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह तीन से तीस गेट प्रति चिप के बीच है तो इसे छोटे पैमाने पर एकीकरण या एसएसआईकहा जाता है यदि यह 130 से 300 है तो यह मध्यम पैमाने पर एकीकरण या MSI है अगर यह 300 से 3000 गेट प्रति चिप है तो इसे बड़े पैमाने पर एकीकरण या LSI कहा जाता है और अंत में यदि यह 3000 से अधिक है तो हम इसे बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण कहते हैं मतलब Very Large Scale Integration फिर अल्ट्रा पैमाने का एकीकरण है लेकिन हम भ्रमित न हों हम पहले बेसिक चीजों को देखेंगे मैं दोहराऊंगा सबसे पहले छोटे पैमाने पर एकीकरण है फिर मध्यम पैमाने पर एकीकरण है फिर बड़े पैमाने पर एकीकरण और फिर बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण है तो ये कुछ IC या उनके स्कीमेटिक हैं जिनका मैंने उपयोग किया है यह स्कीमेटिक circuitstodaycom से है वह वेबसाइट जहां से मुझे यह स्कीमेटिक मिला है यह विचार छात्रों को यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार के आईसी हैं जो आमतौर पर उपयोग में आते हैं बाएं कोने पर पहला आईसी यह विशेष आईसी कुछ भी नहीं है लेकिन एक धातु आईसी हो सकती है यह कुछ भी नहीं है लेकिन एक धातु की कैप जैसी है तो यह धातु आईसी या धातुकर इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जा सकता है फिर एक और है जो यह है यह सिरेमिक फ्लैट पैकइंटीग्रेटेड सर्किट है आप देख सकते हैं कि यह फ्लैट पैक है और यह सिरेमिक है तो अब यह सिरेमिक सिलिकॉन ग्लास लचीला सब्सट्रेट है यह सिलिकॉन या कांच या सिरेमिक या प्लास्टिक हो सकता है और आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे जो लोग कई प्रकार के उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग करते हैं तो ये क्या हैं उपयोग की जाने वाली आधार सामग्री को क्या कहा जाता है इसे सब्सट्रेट कहा जाता है इसलिए जब आप स्क्रीन को देखते हैं तो यह सिरेमिक फ्लैट पैक IC लिखा जाता है इसका मतलब है कि इस फ्लैट पैक आईसी के निर्माण के लिए सिरेमिक का उपयोग किया जाता है अब अगला आपका 14 पिन डुअल इनलाइन पैकेज है इसे डीआईपी भी कहा जाता है 14 पिन क्यों क्योंकि एक तरफ 7 हैं दूसरी तरफ 7 हैं हम बाद में Op Amps देखेंगे और फिर हम और अधिक देखेंगे ये पिन किस तरह की कार्यक्षमता से संबंधित हैं पर स्क्रीन पर चौथा चिप नीचे दाईं तरफ 8 पिन डुअल इनलाइन पैकेज है और फिर आप देखेंगे कि यह क्या है यह प्लास्टिक है और इसलिए प्लास्टिक डुअल इनलाइन पैकेज तो इसका क्या मतलब है और फिर से आप यहां देखते हैं यह वैसा ही है जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा है एक सिलिकॉन चिप है कनेक्टिंग तार हैं और टर्मिनल पिन हैं ठीक है इसलिए जब आप इस तरह के अलग अलग इंडिकेटर सर्किट देखते हैं तो भ्रमित नहीं होते हैं वे सभी इंटीग्रेटेड सर्किट हैं इसका एकमात्र तरीका है कि वे गढ़े या पैक किए गए हैं यह धातु पैकेज हो सकता है यह सिरेमिक फ्लैट हो सकता है यह 14 पिन हो सकता है यह अधिक संख्या में पिन हो सकते हैं यह डीआईपी हो सकता है यह डीआईपी प्लास्टिक हो सकता है सही तो उन शब्दावली के साथ भ्रमित मत हो यह सभी इंटीग्रेटेड सर्किट हैं तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं इन इंटीग्रेटेड सर्किटों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है तो मूल रूप से इंटीग्रेटेड सर्किट को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है नंबर एक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है दूसरा भाग डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हैं अब जैसा कि हम यहां देखते हैंइनपुट और आउटपुट के बीच लीनियर संबंध है तो इसे सर्किट में लीनियर कहा जाता है उदाहरण OP Amps हैं और उनका हम बाद में अध्ययन करेंगे कंप्यूटर और तर्क सर्किट डिजिटल एकीकृत सर्किट का उपयोग करते हैं सर्किट या तो ऑन स्टेट मे है या ऑफ स्टेट मे है और इन दो के बीच में नहीं इसका मतलब है कि या तो यह 1 हो सकता है या यह 0 हो सकता है या तो यह चालू है या यह बंद है जो आपके डिजिटल सर्किट का मतलब है या तो यह चालू है मतलब 1 या यह बंद है मतलब 0 है तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं अब हम कुछ तकनीकों या प्रौद्योगिकियों को देखेंगे जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं पहले एक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट है एक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है हम मोनोलिथिक शब्द को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं ठीक है एक मोनो है जिसका अर्थ एकल है और लिथिक लिथोस से आता है जिसका अर्थ पत्थर है तो हमें यह शब्द कैसे मिला मोनोलिथिक ग्रीक शब्दों से आता है एक मोनो है और दूसरा लिथोस है इसका मतलब है एकल और पत्थर इसका मतलब है कि अगर आप एक पत्थर से एक मूर्तिकला बनाते हैं तो वह मोनोलिथिक है तो तुम क्या सोचते हो यह मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों है इसका मतलब है कि हम एक ही क्रिस्टल का उपयोग कर रहे हैं अपने इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए तो हमें इस सिलिकॉन का उपयोग करना होगा और हमें आपके इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए लिथोग्राफीकरनी होगी इसीलिए मोनो और लिथोस तो मोनोलिथिक आईसी एक पत्थर या एक एकल क्रिस्टल को संदर्भित करता है अब फिर से क्रिस्टल शब्द से भ्रमित होते हुए क्रिस्टल का क्या अर्थ है क्रिस्टल कुछ भी नहीं है यहां क्रिस्टल का मतलब सिलिकॉन होता है तो यहां एक एकल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर सामग्री के रूप में एक सिलिकॉन चिप को संदर्भित करता है अब मुझे सौ प्रतिशत यकीन है कि आप लोग जानते हैं कि एक सेमीकंडक्टर क्या है कंडक्टर क्या है और इन्सुलेटरक्या है यदि आप याद नहीं करते तो यह कुछ भी गलत नहीं है कंडक्टर क्या है सेमीकंडक्टर क्या हैक्या है धातु सब ठीक है मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कंडक्टर बहुत अच्छी तरह से बिजली का संचालन करेगा सेमीकंडक्टर सेमी का अर्थ है आधा एक सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन का संचालन करना संभव है लेकिनहमें कुछ ऊर्जा देनी होगी धातु के उदाहरण क्या हैं हमें कोई धातु या कहना चाहिए कंडक्टर एल्युमिनियम गोल्ड प्लेटिनम कॉपर आदि यदि आप सेमीकंडक्टरके बारे में बात करते हैं तो उदाहरण क्या हैं सिलिकॉन जर्मेनियम आदि फिर आप आंतरिक और बाह्य सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं आंतरिक क्या है बाहरी क्या हैं फिर यह विचार न केवल आप लोगों की मदद करने या आपको समझने में मदद करने के लिए है बल्कि इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे तैयार किए जाते हैं या कैसे Op Amps का उपयोग किया जाता है या कैसे MOSFETS का उपयोग किया जाता है बल्कि आपको याद ताज़ा करने में भी मदद करता है यह हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आप जानते हैं और जो आपने अध्ययन किया है उसे ताज़ा रखें यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग निश्चित ही आपके जीवन के चरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा तो हम कहाँ हैं हम सेमीकंडक्टर्स पर हैं हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे उदाहरण दिए अब हमारे पास इंसुलेटर हैं एक इन्सुलेटर क्या है यह वह है जो संचालन नहीं करेगा जैसे लकड़ी एक इन्सुलेटर है अगर तुम सच में सोचते हो कि तुमने किसी व्यक्ति को देखा है आपको पता है कि लोग उस व्यक्ति को लकड़ी से मारते हैं जिसे खुले तार की वजह से झटका लगता है क्या ऐसा नहीं है वे लकड़ी से क्यों मार रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़ी एक इन्सुलेटर है यानी लकड़ी बिजली का संचालन नहीं करेगी इतना सरल सही वे नहीं जानते कि यह एक इन्सुलेटर है वे जानते हैं कि यह बिजली का संचालन नहीं करेगा और हम जानते हैं कि इसे इन्सुलेटर कहा जाता है तो यह है सेमीकंडक्टर उपकरण हमेशा एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लें धातु जो आप देखते हैं कि कैसे कुछ तारों के माध्यम से करंट या पावर आपके घर में आती है तार किससे बने होते हैं क्या वे तांबे से बने होते हैं यदि यह तांबा है तो यह एक धातु है इसका मतलब है कि यह बहुत आसानी से बिजली का संचालन करेगा इसलिए मैं यहां जो बिंदु बना रहा हूं वह यह है कि इस मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट में सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर सामग्री के रूप में एक सिलिकॉन चिप के अलावा और कुछ नहीं है और इस सेमीकंडक्टर सामग्री के ऊपर हम सभी निष्क्रिय और सक्रिय घटकों का उपयोग कर रहे हैं जो परस्पर जुड़े हुए हैं यहाँ हमने पढ़ा है एकल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर सामग्री के रूप में एकल सिलिकॉन चिप को संदर्भित करता है जिस पर निष्क्रिय और सक्रिय घटक परस्पर अच्छे से जुड़े होते हैं अब फायदा क्या है एक मोनोलिथिकआईसी क्यों उन्हें सबसे अच्छा आईसी बनाने का तरीका क्यों माना जाता है तो उन्हें सबसे अच्छा क्यों माना जाता है ऐसा क्या है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पहला यह है कि इसे समान बनाया जा सकता है दूसरा यह है कि यह अत्यधिक विश्वसनीय है यह बहुत कम समय में बल्क में निर्मित किया जा सकता है और जब ये बहुत कम समय में बल्क में निर्मित होते हैं तो कम लागत आएगी इसलिए इन मापदंडों के कारण मोनोलिथिक आईसी को सबसे अच्छा निर्माण तरीका माना जाता है हम एक बार फिर से देखें यह उच्च विश्वसनीयता के साथ समान बनाया जा सकता है यह बहुत कम समय में बल्क में निर्मित होता है और अंत में यह कम लागत वाला होता है तो ये पैरामीटरएक साथ मोनोलिथिक आईसी को सबसे अच्छा निर्माण तरीका बनाते हैं अब अगली स्लाइड पर चलते हैं हर चीज जिसके फायदे है कुछ सीमाएँ भी होंगी इसलिए यदि आपके पास अच्छे गुण हैं तो कुछ बुरे गुण भी होंगे अपने अच्छे गुणों पर काम करें अच्छे गुणों को बेहतर बनाने और अपने बुरे गुणों को कम करने के लिए काम करें मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट की सीमाएं क्या हैं एक कम बिजली रेटिंग इसका मतलब है कि इसका उपयोग उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता है इसमें 1 वाट से अधिक की बिजली रेटिंग नहीं हो सकती है अर्थात इसका उपयोग उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता है अगली सीमा क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर घटकों के बीच आइसोलेशन खराब है अगला है घटक जैसे इंडक्टर गढ़ नहीं सकते हैं अगला है निष्क्रिय घटक जो आईसी के साथ है छोटी वैल्यू का होगा और इसलिए उच्च मूल्यों के लिए बाहरी कनेक्शन के साथ एक लचीले सर्किट की आवश्यकता होती है तो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ कुछ सीमाएं जुड़ी हैं तो अगर कुछ सीमाएँ हैं तो क्या करें इन सीमाओं पर काम करने के लिए कुछ समाधान हैं इसलिए हमें एक और तकनीक देखनी होगी जो इनमें से कुछ सीमाओं को पार कर जाएगी और यह तकनीक मोटी या पतली फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट के अलावा कुछ नहीं है आप मोटी और पतली बोल सकते हैं आप पतले और मोटे कह सकते हैं कोई फरक नहीं पडता तो पतली और मोटी फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट से बड़े हैं पहला बिंदु जिसे आपको याद रखना है कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट से बड़े हैं लेकिन साथ ही वे डिस्क्रीट सर्किट से छोटे हैं तो पतली और मोटी फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट मोनोलिथिक आईसी से बड़ी है लेकिन डिस्क्रीट सर्किट से छोटी है दूसरा बिंदु यह है कि इसका उपयोग उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में किया जा सकता है तो उच्च शक्ति अनुप्रयोग मोनोलिथिक आईसी की सीमाएं हो सकती हैं जहां उनका उपयोग उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता है तो पहले 2 फायदे हैं अन्य चीजें सीमाएं हैं इसे डायोड और ट्रांजिस्टर के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता है डायोड और ट्रांजिस्टर यदि आवश्यक हो तो इसके संबंधित पिनों पर बाहरी रूप से जुड़ा हो सकता है अंत में लेकिन प्रतिरोधों और कैपेसिटर को एकीकृत किया जा सकता है तो आइए देखें कि पतली फिल्म क्या है और मोटी फिल्म क्या है और मैं आपको पतली फिल्म और मोटी फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट दोनों का एक उदाहरण दूंगा पहले हम स्क्रीन के बाईं ओर देखते हैं और उस पर पतली फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट लिखा है कांच या सिरेमिक बेस की सतह पर सामग्री के संचालन या सेमीकंडक्टर की पतली फिल्मों को जमा करके उन्हें गढ़ा जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिलिकॉन पर फिल्म जमा नहीं कर सकते हम फिल्म को सिलिकॉन पर या ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन पर या कांच पर या सिरेमिक बेस पर जमा कर सकते हैं हम लचीली सब्सट्रेट पर पतली फिल्में जमा कर सकते हैं यह वह है जिसे पतली फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है कैसे जमा किया जाता है आप देखेंगे कि जमा करने के लिए कई तकनीकें हैं एक धातु फिल्म या एक सेमीकंडक्टर फिल्म या इन्सुलेट फिल्म क्यों पतली फिल्म है क्योंकि फिल्म की मोटाई बेहद छोटी है इसलिए यहां हमने एक उदाहरण लिया है एक उदाहरण क्या है R ρLA यह क्या है बहुत आसान सही प्रतिरोध क्या है ρ क्या है प्रतिरोधकता L क्या है लंबाई A क्या है क्षेत्रफल हम सभी इस समीकरण को जानते हैं हम पतली फिल्म तकनीक का उपयोग करके एक अवरोधक बना सकते हैं और हम प्रतिरोधकता को कैसे बदल सकते हैं सामग्री को बदलना सही लेकिन अगर आप यह मानते हुए प्रतिरोध को बदलना चाहते हैं कि सामग्री समान है तो आप क्या कर सकते हैं आप या तो लंबाई बढ़ा सकते हैं या आप इसका क्षेत्रफल घटा सकते हैं क्योंकि आपका समीकरण R ρL A है तोइस क्षेत्रफलको नियंत्रित करने से क्या मतलब है फिल्म की मोटाई और चौड़ाई को नियंत्रित करके हम अलग अलग मूल्यों के अलग अलग सामग्री के साथ अलग अलग प्रतिरोधकता वाले बहुत से प्रतिरोध बना सकते हैं इसी तरह कैपेसिटरकैपेसिटर का क्या अर्थ है कैपेसिटर की एक सरल परिभाषा 2 प्लेटें जो कि डाइलेक्ट्रिकया हवा से अलग होती हैं डाइलेक्ट्रिक बस एक इन्सुलेटर है इसलिए यदि मैं कैपेसिटर बनाना चाहता हूं तो मैं 2 धातु की फिल्मों के बीच एक इन्सुलेट फिल्म जमा करके या एक इन्सुलेट परत द्वारा अलग किए गए 2 प्रवाहकीय फिल्म को जमा करके कैपेसिटर को बना सकता हूं तो यह है कि हम एक कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं हम पतली फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके एक इंडक्टर भी बना सकते हैं तो ये कुछ तरीके हैं कि कैसे पतली फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट गढ़ी जा सकती है अब आइए हम मोटी फिल्म तकनीक को देखते हैं और मैं आपको वास्तविक उपकरण दिखाने की कोशिश करूंगा जो पतली फिल्म तकनीक का उपयोग करके मैंने गढ़ी है तो आप समझते हैं कि यह कैसा दिखता है हम इस अगले भाग पर जाते हैं जो कि हमारी मोटी फिल्म इंटीग्रेटेड सर्किट है तो आमतौर पर यह भी आपके लिए नया है इसे मुद्रित फिल्म सर्किट या स्क्रीन प्रिंटिंग या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है इसका उपयोग सब्सट्रेट पर वांछित पैटर्न प्राप्त करने के लिए किया जाता है यह सिरेमिक सब्सट्रेट हो सकता है या यह पेपर का भी हो सकता है तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है है ना यह क्या है ये एक शादी के निमंत्रण के पैटर्न हैं तो हम इसे देखते हैं आप क्या देखते हैं वहाँ एक उपकरण है और वहाँ एक गणेश पैटर्न भी है अब आप यह कैसे बना सकते हैं पैटर्न क्या आप जानते हैं क्या आप कभी स्क्रीन प्रिंटिंग की दुकान पर गए हैं यह एक शादी का कार्ड है इसी तरह हम स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बहुत सी चीजों का प्रिंट करते हैं और यह मोटी फिल्म है क्योंकि आप देख सकते हैं और यहां तक कि अगर आप स्पर्श करते हैं तो आप श्वेत पत्र और पैटर्न के बीच अंतर देखेंगे किसी तरह का कोई जवाब है है ना जवाब वहाँ है क्योंकि फिल्म की मोटाई पतली फिल्म की तुलना में बहुत ज्यादा है लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी के मामले में यह प्रतिरोधक सामग्री हो सकती है यह एक डाइलेक्ट्रिक सामग्री हो सकती है यह विभिन्न गुणों के लिए एक प्रवाहकीय सामग्री आदि हो सकती है तो इसमें यदि आपने देखा है तो एक स्क्रीन है जो इस पैटर्न के साथ प्रयोग की जाती है और इसमें स्याही होती है जिसे आप डाल सकते हैं और आप बस इसे सिल्क स्क्रीन पर निचोड़ या छाप सकते हैं और नीचे आपका सब्सट्रेट है तो क्या होगा जो भी पैटर्न है उसके माध्यम से स्याही नीचे आ जाएगी और यह सब्सट्रेट पर चिपक जाएगी आप इसे लेते हैं आप सब्सट्रेट को हिट करते हैं और पैटर्न आपके सब्सट्रेट पर होता है मैंने कई बार इस शब्द का उपयोग सब्सट्रेट किया है यह क्या है यह सिलिकॉन या कांच या सिरेमिक या प्लास्टिक है यह एक ऐसी सामग्री है जिस पर आप उपकरणों को गढ़ते हैं और यह आपका सब्सट्रेट है अब आपने यह देखा है तो इस स्क्रीन प्रिंटिंग का क्या उपयोग है स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग करके आप त्वरित सेंसर बना सकते हैं यदि आपने गैस सेंसर देखे हैं तो वे स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग करके बनाए गए हैं क्योंकि वे बनाना बहुत आसान है आप देखते हैं कि मैनुअल स्क्रीन प्रिंटिंग सेमी ऑटोमैटिक स्क्रीन प्रिंटिंग और यहां तक कि ऑटोमैटिक स्क्रीन प्रिंटिंग भी है जहां आप सिर्फ पैटर्न को बल्क में प्रिंट करते रहते हैं जब आप बल्कमें सामान बनाते रहेंगे तो लागत कम हो जाएगी तो मोटी फिल्म तकनीक स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग करती है अब आइए हम मोटी फिल्म और पतली फ्रेम आईसी के लाभ मोनोलिथिक आईसी की तुलना पर जाएं पहला यह है कि इसकी बेहतर सहिष्णुता है आप मोटाई को नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए घटकों के बीच बेहतर आइसोलेशन लिखते हैं इसलिए सर्किट डिजाइन में लचीलापन बढ़ाया जा सकता है हालांकि पतली फिल्म या मोटी फिल्म का उपयोग सक्रिय घटकों को गढ़ने के लिए किया जा सकता है और यह आगे बढ़े हुए आकार में परिणाम देगा ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आकार में वृद्धि होगी यदि आप कागजात पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप पाएंगे कि लोग पतली फिल्म तकनीक का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं यदि आप लाखों और करोड़ों बनाना चाहते हैं ट्रांजिस्टर तो आपके पास बहुत सारे मुखौटे होने चाहिए हम फिर से देखेंगे कि मुखौटे कौन से हैं और निम्नलिखित श्रृंखला में आप समझेंगे कि आईसी कैसे गढ़ी जाती है आज का व्याख्यान इस बात पर केंद्रित है कि आईसी क्या हैं और आईसी तकनीक क्या हैं इसलिए आप इसकी चिंता न करें जब समय आएगा आप जान जाएंगे और मैं इसे आपको दिखाऊंगा तो आइए अगली स्लाइड पर जाएं अगली स्लाइड हाइब्रिड या मल्टी चिपइंटीग्रेटेड सर्किट है इसलिए कई अलग अलग चिप्स को इंटरकनेक्ट करके इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह सर्किट बहुत सारी संख्या में चिप्स को आपस में जोड़कर बनाया गया है एक सर्किट कई अलग अलग चिप का एक दूसरे से जुड़ाव है और यही मल्टी चिप इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट का एक फायदा है यह उच्च शक्ति ऑडियो एम्पलीफायरअनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है इन बिंदुओं को याद रखें यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है हाइब्रिड या मल्टी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या फायदा है मोनोलिथिक सर्किट की तुलना में या पतले फ्रेम और मोटे फ्रेम वाली आईसी तकनीक की तुलना में तो आप यह बताने में सक्षम होने चाहिए आप जल्दी से कह सकते हैं पहला फायदा अलग अलग चिपों की संख्या को आपस में जोड़ना है दूसरा लाभ उच्च शक्ति ऑडियो एम्पलीफायर अनुप्रयोग है तीसरा लाभ यह है कि आप ट्रांजिस्टर या डायोड को सक्रिय घटकों के रूप में जोड़ सकते हैं अब डिफ्यूज ट्रांजिस्टर या डायोड को इस इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाया जा सकता है एकल चिप या पतली फिल्म घटकों पर डिफ्यूज़ रेसिस्टर्स या कैपेसिटर कुछ निष्क्रिय घटकों के हो सकते हैं जिन्हें गढ़ा जा सकता है और अंत में मेटलाइज्ड पैटर्न या वायरिंग का उपयोग इंडिविजुअल चिप के बीच इंटरकनेक्शन के लिए किया जाता है इसका मतलब है कि जब हाइब्रिड मल्टी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो उसके कई फायदे हैं अगली कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे BJT FET MOSFETS आदि को गढ़ा जाता है ठीक है इसलिए हमें जल्दी से याद करें कि हमने आज क्या सीखा पहले हम सीखते हैं कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों महत्वपूर्ण है कैसे इंटीग्रेटेड सर्किट को 2 मुख्य समूह में विभाजित किया जाता है एक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है और दूसरा डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए उदाहरण Op Amps है और डिजिटल इंटीग्रेटेडसर्किट के लिए कंप्यूटर या लॉजिक सर्किट है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट इनपुट और आउटपुट के बीच लीनियरटी से काम करते हैं जबकि डिजिटल 1 और 0 पर काम करता है फिर हमने मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा तो फिर से मोनोलिथिक क्या है एक एकल पत्थर से नक्काशी या एक एकल सिलिकॉन क्रिस्टल पर एक उपकरण बनाना फिर हमने देखा मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट प्रौद्योगिकी के फायदे और नुकसान को फिर हमने पतली फिल्म प्रौद्योगिकी और मोटी फिल्म प्रौद्योगिकी देखी और हमने समझा कि पतली फिल्म विभिन्न सामग्रियों की और उनका उपयोग विभिन्न सब्सट्रेट पर पतली फिल्म को जमा करने के लिए किया जा सकता है यह ग्लास सिरेमिक प्लास्टिक सिलिकॉन ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सिलिकॉन पर इन्सुलेटर आदि हो सकता है यहां एक SOI नामक शब्द है इन्सुलेटर पर सिलिकॉन तो हम उस बारे में भी देखेंगे फिर हमने मोटी फिल्म तकनीक देखी हमने एक पैटर्न का उदाहरण देखा और अब अगर आप कहीं जाते हैं जैसे बाजार तो वहां स्क्रीन प्रिंटिंग की दुकान हो सकती है बस वहाँ रुक जाओ उस आदमी के साथ बात करो और आप देखेंगे कि आप कुछ सीखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंजीनियर है या वैज्ञानिक है या आम आदमी है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास बहुत अनुभव हो सकता है अपनी स्क्रीन प्रिंटिंग की दुकान में काम करने वाले व्यक्ति के पास भारी मात्रा में आप से कहीं ज्यादा अनुभव हो सकता है क्योंकि आप एक प्रयोगशाला में बैठे होंगे और एक मोटी फिल्म तकनीक पर काम कर रहे होंगे सही इसलिए हमेशा याद रखें कि लोगों के साथ विचार विमर्श करने और विचारों को साझा करने से आपके ज्ञान में सुधार होगा हमने हाइब्रिड या मल्टी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी देखी और फिर हमने सभी टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान देखे अगली कक्षा में हम सिलिकॉन देखेंगे मैं आपके लिए एक वेफर लाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन सब्सट्रेट कैसा दिखता है और हम कई तकनीकों को भी देखेंगे जो इस इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं मैं इस विशेष पाठ्यक्रम के अंत में एक उदाहरण दूंगा जैसे मैंने कहा तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से आपको यह पता होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं और जब आप एक प्रयोगशाला में जाते हैं जो उन उपकरणों को बनाने की एक सुविधा है तो आप भ्रमित नहीं होंगे आप रिक्त नहीं होंगे और आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है इसलिए मुझे आशा है कि मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा और हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे और हम और अधिक सीखेंगे हर वर्ग के साथ तो इस विशेष वर्ग के लिए अंतिम स्लाइड मैं इस विशेष व्याख्यान में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद दूंगा और यह एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है स्वामी विवेकानंद के द्वारा उठो जागो और रुको नहीं Arise Awake और Stop Not जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता जीवन को मत छोड़ो यह कठिन है दूसरी पंक्ति हमने पहले से ही चर्चा की है और अंतिम सफलता की कुंजी है कार्य और आवश्यक है और कार्य में आवश्यक है दृढ़ता है इसलिए इंजीनियरिंग के अलावा अन्य चीजों को पढ़ना हमेशा अच्छा होता है ठीक है कुछ सही पढ़ने की कोशिश करें देखने की कोशिश करें वास्तव में मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताऊंगा आप देखते हैं साइंस फिक्शन फिल्में वहां घर्षण बहुत होता है लेकिन विज्ञान बहुत है तो विज्ञान भाग प्राप्त करें और सही फिल्म का आनंद लें वे क्या दिखा रहे हैंक्या वे एक थर्मल सेंसर दिखा रहे हैं जहां आप एक व्यक्ति को रात में देख सकते हैं आप समझेंगे कि कैसे यह थर्मल सेंसर काम करेगा इसलिए हर चीज से कुछ सीखें जब आप अपने आस पास देखते हैं तो आपके पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं इसलिए मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा तब तक आप अपना ख्याल रखिए अलविदा